तो हम प्रतिरोध नेटवर्क को देखकर रुक गए मुझे कंपोजिट दीवारों के लिए थर्मल प्रतिरोध नेटवर्क कहकर इसे परिमित करना चाहिए तो यहीं पर हम पिछले व्याख्यान में रुके थे तो मान लीजिए कि कई दीवारें जुड़ी हुई हैं तो यदि लंबाई L1 L2 और L3 है और हमारे पास फ्लूअड पदार्थ है जो कम्पोजिट दीवार के दोनों ओर बह रहा है तो वह कम्पोजिट दीवार है और इसलिए यदि चालकता kA kB और kC हैं तो हमने कहा कि हम उस नेटवर्क का निर्माण कर सकते हैं जिसमें अनिवार्य रूप से 5 प्रतिरोध हों वह x दिशा है और यदि इस तरफ ऊष्मा परिवहन गुणांक h1 है और तापमान T अनंत 1 है और यह h2 और T अनंत 2 है तो हमने कहा कि यह T अनंत 1 और T अनंत 2 है और प्रतिरोध 1 h1A L1 k1A L2 k2A और L3 k3A और 1 h2A है तो कोई परिभाषित कर सकता है हम जानते हैं कि कुल प्रतिरोध क्या है तो कुल प्रतिरोध R कुल सभी प्रतिरोधों का योग होगा सभी व्यक्तिगत प्रतिरोधों का योग जो अनिवार्य रूप से इनका योग है अब हम आज के व्याख्यान में जो शुरू करने जा रहे हैं वह है हम यह देखने जा रहे हैं कि कुल ऊष्मा अंतरण गुणांक क्या कहलाता है तो कोई कुल ऊष्मा अंतरण गुणांक को परिभाषित कर सकता है और ऐसा करने का कारण अंततः माप की दृष्टि से है वास्तव में मैं जो मापूंगा वह यहां का तापमान है तो मुझे यह जानने की जरूरत है कि ऊष्मा की कुल मात्रा क्या है आइए हम कहें इस तरफ गर्म फ्लूअड पदार्थ ओह मैंने 1 का उपयोग किया है तो मैं 1 2 और 3 रख सकता हूं और इस तरफ ठंडा फ्लूअड पदार्थ है तो मैं जानना चाहता हूं कि प्रभावी ऊष्मा परिवहन क्या है जो गर्म फ्लूअड से ठंडे फ्लूअड पदार्थ में होता है और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं बीच में तापमान को मापने में सक्षम नहीं हो सकता इसलिए जिस तरह से हमने न्यूटन सिद्धांत कूलिंग को संवैधानिक समीकरणों के रूप में परिभाषित किया है उसी तरह से परिवहन की जाने वाली ऊष्मा की कुल मात्रा को परिभाषित किया जा सकता है तो हम लिख सकते हैं हम एक कुल ऊष्मा परिवहन गुणांक U को परिभाषित कर सकते हैं A से गुणा किया जा सकता है जो देखने योग्य तापमान या मापने योग्य गुणों के शुद्ध तापमान अंतर से गुणा किया जाता है और वह स्पष्ट रूप से बराबर होना चाहिए वह किसके बराबर होना चाहिए हाँ कुल R द्वारा तो यह सही है तो यह T इन्फिनिटी 1 माइनस T इन्फिनिटी 2 R के बराबर होना चाहिए कुल मिलाकर प्रतिरोधों की परिभाषा से तो यहाँ से हम स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं कि R कुल 1 UA के बराबर है और यह व्यक्तिगत प्रतिरोधों के इस योग के बराबर होना चाहिए उस प्रणाली में शामिल सभी प्रतिरोधों का योग जिस पर हम विचार कर रहे हैं तो यह एक सर्वव्यापी संपत्ति है किसी भी ऊष्मा परिवहन प्रणाली की परिभाषा है तो सिद्धांत रूप में कोई भी किसी भी ऊष्मा परिवहन प्रणाली के लिए कुल ऊष्मा परिवहन गुणांक को परिभाषित कर सकता है और जो हम अनिवार्य रूप से कर रहे हैं वह है हम सभी गुणों को लंपिंग कर रहे हैं सभी परिवहन प्रक्रियाओं को जो अंदर हो रहे हैं सब कुछ इन एक मात्रा में लंप कर दिया गया है जिसे सार्वभौमिक या कुल ऊष्मा गुणांक कहा जाता है और हम जिस प्रणाली पर विचार कर रहे हैं उसके आधार पर हम कुल ऊष्मा परिवहन गुणांक के कई भिन्न रूप देखेंगे जिसे हम आज के व्याख्यान में और भविष्य में कई व्याख्यानों में देखने जा रहे हैं तो कुल ऊष्मा परिवहन गुणांक की परिभाषा को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान दें कि यह एक काल्पनिक मात्रा है यह उस प्रणाली के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर पता लगाया जा सकता है जिस पर हम विचार कर रहे हैं हालांकि कुल ऊष्मा परिवहन गुणांक मुख्य रूप से सुविधा उद्देश्यों और गणना उद्देश्यों के लिए है यह वास्तव में इस तरह की मात्रा को परिभाषित करने में मदद करता है तो प्रतिरोधों के बारे में 1 छोटा पहलू है संपर्क प्रतिरोध नाम की कोई चीज होती है तो अब तक पिछले व्याख्यान और आज के व्याख्यान की शुरुआत में हमने जिन दो उदाहरणों का वर्णन किया है उनमें हमने यह मान लिया है कि स्लैब के बीच का संपर्क एक सहज संपर्क माना जाता है हालांकि वास्तव में जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो उदाहरण के लिए यदि आपके पास जब आप कहते हैं कि स्मूथ है तो यह सूक्ष्म स्तर तक सभी तरह से स्मूथ है तो यह वह स्मूथ नहीं है जिसे आप अपनी आंखों में देखते हैं यह वह स्मूथ है जिसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर देखेंगे जिसकी आपको उम्मीद नहीं होगी कोई कारण नहीं है कि आपको यह उम्मीद करनी चाहिए कि आपके पास जो दीवार है उसकी सतह सूक्ष्म स्तर तक स्मूथ है इसलिए हमेशा कुछ प्रतिरोध होगा जो कम्पोजिट दीवार की 2 सतहों के बीच नान स्मूथ संपर्क द्वारा पेश किया जाता है इसलिए परिणाम स्वरूप कोई संपर्क प्रतिरोध नामक किसी चीज़ को परिभाषित कर सकता है और यह स्मूथ गुणों पर निर्भर करता है इसलिए इस संपर्क का मूल्य क्या होना चाहिए इसका अनुमान लगाने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है कुछ सहसंबंध हैं हम इस पाठ्यक्रम में उन सहसंबंधों में नहीं जाएंगे लेकिन जब और जब इसकी आवश्यकता होगी विशेष रूप से समस्या समाधान या परीक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रकार के नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे तो मुझे एक सेकंड दें तो मान लीजिए कि आपके पास यहां एक और दीवार है अब अगर मैं संपर्क प्रतिरोध सहित प्रतिरोध नेटवर्क का निर्माण करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा तो मान लीजिए कि मेरे पास फ्लूअड पदार्थ है जो यहां बह रहा है तो आपके पास होगा यदि कोई नहीं है संपर्क प्रतिरोध फिर कुल 5 प्रतिरोध हैं लेकिन क्योंकि संपर्क की स्थिति स्मूथ नहीं है यह ऊष्मा परिवहन के लिए एक निश्चित प्रतिरोध प्रदान करने जा रहा है और इसलिए आपके पास एक अतिरिक्त नेटवर्क होगा जो मूल रूप से संपर्क प्रतिरोध होगा जो शृंखला में आएगा तो अन्य 5 वही हैं जो हमने कुछ समय पहले देखे थे इसलिए हमें एक संपर्क प्रतिरोध शामिल करना होगा जो बीच में मौजूद हो मान लीजिए कि हम दूसरी और तीसरी दीवार के बीच एक संपर्क प्रतिरोध शामिल करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं हम यहां एक और प्रतिरोध शामिल कर सकते हैं क्यों चाहिए की कमी है व्याख्याता सही व्याख्याता हाँ मान लीजिए कि वे एक दूसरे के संपर्क में नहीं हैं एक बहुत ही सरल उदाहरण है मान लीजिए कि आप एक कॉफी कप पकड़ रहे हैं इसे पकड़ने के 2 तरीके हैं मैं इसे अपनी सभी उंगलियों के साथ गिलास की घुमावदार सतह पर इस तरह पकड़ सकता हूं या मैं इसे शीर्ष पर रख सकता हूं इसलिए यदि आप उन श्रमिकों को देखते हैं जो कॉफी और चाय गर्म चाय पीना पसंद करते हैं तो वे आमतौर पर टिप पकड़ते हैं या वे इस तरह एक कप रखते हैं और इसका कारण यह है कि आप उस सतह से सीधा संपर्क नहीं करना चाहते जो गर्म है अब इसे समानांतर में लेते हुए यदि यह सतह स्मूथ नहीं है तो संपर्क एक स्लैब से दूसरे स्लैब में ऊष्मा का परिवहन कुल प्रभावी सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है जो परिवहन के लिए उपलब्ध है अब यदि संपर्क बहुत स्मूथ नहीं है तो कुल सतह क्षेत्र जो एक स्लैब से दूसरे स्लैब तक ऊष्मा परिवहन के लिए उपलब्ध है वह कुल सतह क्षेत्र जितना उपलब्ध नहीं है और इसलिए ऊष्मा की कुल मात्रा जो कि परिवहन है इस छोर पर आने वाली ऊष्मा की मात्रा नहीं है और इसलिए यह एक प्रतिरोध प्रदान करता है हाँ आपका एक प्रश्न था हां इसके कारण अपव्यय होगा देखिए विरोध क्या है ध्यान दें कि प्रतिरोध मूल रूप से कुल राशि की विशेषता है ऊष्मा परिवहन के लिए सिस्टम की क्षमता वह प्रतिरोध क्या है जो यह ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रस्तुत करता है क्योंकि संपर्क बिंदु बहुत अच्छा नहीं है कुछ अपव्यय होने वाला है और इसलिए यह एक निश्चित प्रतिरोध प्रदान करता है और यही वह है जो संपर्क प्रतिरोध द्वारा कब्जा कर लिया जाता है कोई अन्य प्रश्न तो आगे हम जो देखने जा रहे हैं हमने उन सभी मामलों में यह मान लिया है कि हमने माना है कि ऊष्मा परिवहन का क्षेत्र स्थिर है इसलिए आज हम भिन्न क्षेत्र प्रणालियों को देखने जा रहे हैं तो एक प्रणाली के माध्यम से चालन प्रक्रिया की विशेषता और मात्रा कैसे निर्धारित करें जहां ऊष्मा परिवहन के लिए सतह क्षेत्र या क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र लगातार बदल रहा है एक बहुत ही सरल उदाहरण यह होगा कि मान लीजिए कि मेरे पास एक खंडित कोन है मेरे पास एक छोटा कोन है और हम कहते हैं कि मैं देख रहा हूं तो यह है आइए हम कहते हैं 0 के बराबर तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी ऊष्मा है जिसे ले जाया जा रहा है आइए हम कहते हैं मैं इसे x दिशा x के बराबर x1 x2 कहता हूं मैं इसे त्रिज्या कहना चाहता था तो वह केंद्र है इसलिए त्रिज्या 0 है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ऊष्मा की मात्रा क्या है जो x1 से x2 तक पहुंचाई जाती है और मैं एक धारणा बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं aT1D सिस्टम देख रहा हूं मैं एक धारणा बना रहा हूं कि क्रॉस सेक्शनल तापमान इसका मतलब है कि हर क्रॉस सेक्शन में मैं मानता हूं कि क्रॉस सेक्शन में तापमान एक समान है और ग्रेडिएंट 0ठीक है तो अब यह किसी भी स्थान पर मेरा दायरा है और इसलिए मैं अपना बैलेंस लिख सकता हूं और अगर मैं यह मान लेना जारी रखता हूं कि यह एक स्थिर स्थिति प्रणाली है और ऊष्मा उत्पादन 0 है तो वही धारणाएं जो हमने पहले की थीं तो मैं केवल ऊष्मा की कुल मात्रा लिख सकता हूं कि ऊष्मा अंतरण दर qx माइनस k द्वारा दिया जाता है जो उस सामग्री की चालकता है जो ऊष्मा परिवहन के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र से गुणा होती है तो ध्यान दें कि अब क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र फ़ंक्शन की स्थिति है स्थिति का एक कार्य है क्षमा करें dT dx से गुणा किया जाता है तो उद्देश्य क्या है हमें तापमान प्रोफ़ाइल खोजने की जरूरत है यही समस्या का उद्देश्य है है ना तो हमने कहा कि यदि हम तापमान वितरण जानते हैं यदि हम तापमान प्रोफ़ाइल जानते हैं तो हम कर चुके हैं हमने सिस्टम की मात्रा निर्धारित कर दी है तो यही हमें खोजने की जरूरत है तो मान लें कि हम इस समीकरण को एकीकृत करते हैं तो हम कहते हैं कि qx ऋणात्मक k है क्षेत्रफल क्या है यह pi है क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र त्रिज्या वर्ग में pi है Pi r वर्ग dT dx से गुणा किया जाता है है ना तो मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि r स्थिति के रैखिक फ़ंक्शन के रूप में जाता है यदि मैं कहता हूं कि त्रिज्या स्थानीय त्रिज्या अक्षीय स्थिति के रैखिक कार्य के रूप में जाती है तो मैं इसे केवल माइनस k pi a वर्ग x वर्ग गुणा dT dx के रूप में फिर से लिख सकता हूं गुणा dT dx और अब qx क्या होगा क्या यह स्थिर रहेगा या यह बदल जाएगा ऊष्मा अंतरण की दर जो स्थिर रहेगी यह स्थिर क्यों रहेगा ऊर्जा संतुलन के कारण आप देखते हैं कि कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो रही है तो इसमें जो कुछ आता है उसे स्थिर अवस्था में यहीं से बाहर जाना है ध्यान दें कि स्थिर अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है तो सवाल यह है कि यदि आपके पास ऊष्मा का अपव्यय है तो यह स्थिर कैसे रहेगा लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई पीढ़ी या ऊष्मा का नुकसान नहीं होता है जिसका अर्थ है कि अपव्यय 0 है हम उस पर आएंगे तो इस पर विचार करने के तरीके हैं हम वास्तव में विचार कर रहे हैं जब हम 2 आयामी प्रणाली कर रहे हैं तो आप वास्तव में बाहरी दीवारों से अपव्यय को देख सकते हैं और हम वास्तव में इसे भविष्य के व्याख्यानों में से एक उदाहरण में देखेंगे इसलिए क्योंकि qx स्थिर है हमें तापमान प्रोफ़ाइल खोजने के लिए इस अभिव्यक्ति को एकीकृत करने में सक्षम होना चाहिए तो मान लीजिए कि मैं T1 और T के बीच एकीकृत करता हूं T1 इस प्रणाली की सीमाओं पर तापमान है T1 इस प्रणाली की सीमाओं पर तापमान है मैं T1 और T के बीच एकीकृत करता हूं यह qx माइनस qx k pi r वर्ग के बराबर है ओह k pi a वर्ग गुणा dx x वर्ग x1 से x तक जा रहा है यह काफी सरल एकीकरण है तो यह qx k pi एक वर्ग गुणा 1 x माइनस 1 x 1 है तो ध्यान दें कि चूंकि यह 1 गुणा x वर्ग है इसलिए एकीकरण के कारण माइनस चिह्न हट जाएगा और यह T माइनस T1 है तो इसलिए T T1 माइनस qx k pi एक वर्ग गुणा 1 x माइनस 1 x 1 है क्या यह एक पूर्ण विवरण है हम qx मान नहीं जानते हैं है ना तो यह अभी तक पूर्ण विवरण नहीं है तो हम qx कैसे ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं कि दूसरी सीमा पर तापमान T2 है इसलिए हम उस गुण का उपयोग यह पता लगाने के लिए कर सकते हैं कि qx क्या है तो हम नहीं जानते कि qx क्या है तो हम यह कैसे करने जा रहे हैं हम कह रहे हैं कि T2 T1 प्लस qx k pi एक वर्ग को 1x2 माइनस 1 x 1 से गुणा किया जाता है तो यहाँ से qx को T2 माइनस T1 1 x2 माइनस 1 x 1 गुणा करके k pi a वर्ग से किया जाता है k pi a वर्ग से गुणा किया जाता है और इसलिए अब हम इसे अपने समाधान में शामिल कर सकते हैं हम इसे अपने समाधान में प्लग कर सकते हैं तो T बराबर T1 प्लस k pi प्लस T2 माइनस T1 1 x2 माइनस 1 x 1 से गुणा करके 1 x माइनस 1 x 1 से गुणा किया जाता है तो यह वितरण सिस्टम में तापमान वितरण अलग अलग क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के साथ है तो इस उदाहरण का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको क्या चाहिए यहां क्या संरक्षित है या इस प्रणाली में क्या स्थिर रहता है क्योंकि कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है या अपव्यय ऊष्मा अंतरण दर है और प्रवाह नहीं है तो यहाँ भेद करना है तो हमने जो कहा वह ऊष्मा अंतरण दर है यह स्थिर रहता है हालांकि फ्लक्स जो q प्राइम द्वारा दिया जाता है जो माइनस k dT dx है यह स्थिर नहीं है तो यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है जिसे आपने साधारण 1D प्रणाली में नहीं बनाया होगा जहां क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र स्थिर है ऊष्मा परिवहन का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र स्थिर है जहां आप 2 के बीच ऐसा अंतर नहीं कर पाएंगे इसलिए जब आपके पास अलग अलग क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र होते हैं तो वास्तव में क्या संरक्षित होता है और जो वास्तव में संरक्षित होता है वह है ऊष्मा अंतरण दर और वास्तव में यही कारण है कि आप दर बैलेंस लिखते हैं न कि फ्लक्स बैलेंस इसलिए इस भेद को समझना बहुत जरूरी है अंतरण दर बैलेंस लिखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतिम मात्रा है जो महत्वपूर्ण है और फ्लक्स जरूरी नहीं कि एक छोटे से तत्व में भी स्थिर रहे इसलिए इन भेदों को समझना बहुत जरूरी है और हम आगे यह देखने जा रहे हैं कि जब आप रेडियल सिस्टम को देख रहे हैं तो ये चीजें कैसे एक भूमिका निभाने जा रही हैं जहां यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है